पुनः स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने विभिन्न प्रकार की नैतिक दुविधाओं पर चर्चा की है जैसे कि क्या सही है और क्या गलत है दूसरा वह है की कौन बेहतर है और जैसे कि दोनों सही हैं दोनों समाधान सही हो सकते है लेकिन कौन दूसरे से बेहतर है और कौन जो बदतर है और हमने आचार संहिता के आठ कोडों पर भी चर्चा की है आइए हम फिर से याद करते है कि आचार संहिताएं के आठों कोड क्या हैं ये है जनता की सेवा और सुरक्षा करना मार्गदर्शन प्रदान करना प्रेरणा प्रदान करना साझा मानक स्थापित करना जिम्मेदार पेशेवरों का समर्थन करना शिक्षा में योगदान करना गलत कामों को रोकना और एक पेशे की छवि को मजबूत करना हम वर्तमान चर्चा में इन सभी के बारे मे विस्तार से चर्चा करेंगे जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग में उन्नत विशेषज्ञता भी शामिल है जो पेशेवरों के पास है और जिसका अभाव जनता मे है जो कि जनता को कमजोर बनाता है और वो काफी खतरे में भी होती हैं इसीलिए पेशेवर जनता के साथ खड़े होते हैं जिसमें विश्वास और भरोसा अतिआवश्यक है आचार संहिता के कारण इंजीनियर पेशे से प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण का काम करने वाले इंजीनियरों के लिए अति आवश्यक है दूसरा हम मार्गदर्शन कोडों की बात करते हैं जो इंजीनियरों के मुख्य दायित्वों को स्पष्ट करके उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं क्योंकि कोड को प्रभावी होने के लिए संक्षिप्त होना चाहिए है उन्होंने ज्यादातर सामान्य मार्गदर्शन की ही पेशकश की है फिर भी जब कोड अच्छी तरह से लिखा जाता है तो वे प्राथमिक जिम्मेदारियों की पहचान कराते हैं जिससे पूरक विवरण या दिशानिर्देश में अधिक विशिष्ट निर्देश दिए जा सकते हैं और जो कोड को लागू करने का तरीका बताते हैं चूंकि कोड नैतिकता के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं इसीलिए वे प्रेरणा भी देते है अब क्योंकि कोड नैतिकता के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं तो वे नैतिक आचरण के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा भी प्रदान करते हैं और एक मजबूत तरीके से जनता की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध सदस्य होने का क्या मतलब है ये भी बताते है यद्यपि ये आदर्श कुछ अस्पष्ट है यह सार्वजनिक भलाई के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते है और वे व्यक्तियों समान आकांक्षाओं होते है इसलिए हम यहां समझते हैं कि यह नैतिक आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है यह पेशेवरों विशेष रूप से इंजीनियरिंग में सुरक्षा स्वास्थ्य और जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा देता है हालांकि यह कुछ हद तक यह अस्पष्ट है कि यह जिन लोगों को पेशे में शामिल होने के लिए प्रेरणा देता है उनकी आकांक्षाएं भी समान ही होंगी साझा मानकों अलग अलग इंजीनियरों के बीच नैतिक दृष्टिकोण की विविधता के कारण यह जरूरी है कि प्रोफेशनल्स एक न्यूनतम मानक स्पष्ट रूप से स्थापित करें उम्मीद है कि इससे जनता को जिस उत्कृष्टता के मानक का आश्वासन दिया जाता है और जिस पर वह निर्भर होती है उसे वही मिलता है और पेशेवरों को भी प्रतिस्पर्धा के लिए ग्राहकों के रूप में एक निष्पक्ष मैदान मिलता है हालांकि क्या होता है व्यक्ति के रूप में इंजीनियरों का जीवन स्तर अलग अलग प्रकार का होता है इसलिए उनके नैतिक दृष्टिकोण भी अलग अलग होते है लेकिन अगर एक साझा मानक दिया जाता और दिशानिर्देश भी स्पष्ट रूप से दिये जाते तब शायद अलग अलग तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए भले ही न्यूनतम हो लेकिन उच्च मानक निर्धारित होने से जनता के मन में यह सुनिश्चित होगा की वे जिस पर यह निर्भर है वह उत्कृष्ट मानकों का है और जिससे हमारे पेशेवरों को उनके ग्राहकों के रूप मे प्रतिस्पर्धा के लिए एक निष्पक्ष वातावरण भी मिल जाता है और वह भी बिना किसी सीमा के जिम्मेदार पेशेवरों के लिए समर्थन ये कोड नैतिक रूप से कार्य करने के इच्छुक पेशेवरों को सकारात्मक समर्थन देते हैं सार्वजनिक घोषित कोड एक इंजीनियर को नैतिक रूप से यह कहने के लिए दबाव डालने की अनुमति देता है कि मैं अपने पेशे की आचार संहिता से बाध्य हूं और जो जिम्मेदार पेशेवरों को समर्थन देता है यदि वे पाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है और इसमें अगर कोई नैतिक दुविधा है और उन्हें भी निर्णय लेना है और उन सभी को जिन्हें चर्चा करना पसंद है उन्हें बता सकते हैं कि वे पेशे की नैतिकता के कोड के द्वारा बाध्य हैं यह इंजीनियरों को नैतिक मुद्दों पर स्टैंड लेने में कुछ समूह को समर्थन देता है इसके अलावा कोड संभावित रूप से काम से संबंधित दायित्वों के लिए इंजीनियरों की कानूनी सहायता के रूप में भी काम करते हैं इनके कारण कभी कभी क्या होता है कि इंजीनियरों की आलोचना भी की जाती है जैसे कि बहुत अधिक नैतिक होना या बहुत अधिक काम से संबंधित दायित्वों का पालन करना इसलिए नैतिकता के ये कोड इंजीनियरों के लिए कानूनी समर्थन देते हैं शिक्षा और आपसी समझ पेशेवर समाज कोड का उपयोग नैतिक मुद्दों पर चर्चा और उन पर प्रकाश डालने के लिए जाता है पेशेवर समाज कोड द्वारा व्यापक रूप से परिचालित और आधिकारिक तौर पर अनुमोदित इंजीनियरों की नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में पेशेवरों जनता और सरकारी संगठन के बीच एक साझा समझ को प्रोत्साहित करते हैं यहाँ पर एक मामला NSPEs BER है जो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मामलों में नैतिकता के NSPE कोड को लागू करके नैतिक चर्चा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है निवारण और अनुशासन कोड अनैतिक आचरण की जांच के लिए औपचारिक आधार के रूप में भी काम कर सकते हैं और जहां इस तरह की जांच संभव है वहाँ नैतिक या अनैतिक व्यवहार के लिए एक निवारक भी प्रदान किया जाता है इस तरह की जांच में आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किए बिना आरोप की सच्चाई प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई पैरालीगल कार्यवाही की आवश्यकता होती है अमेरिकी बार एसोसिएशन या अन्य पेशेवर समूहों के विपरीत इंजीनियरिंग सोसायटी संयुक्त राज्य अमेरिका में इंजीनियरिंग का अभ्यास करने के अधिकार को स्वयं रद्द नहीं कर सकती हैं फिर भी कुछ पेशेवर समाज ऐसे सदस्यों को निलंबित या निष्कासित कर देते हैं जिनके पेशेवर आचरण को अनैतिक साबित कर दिया जाता है और जब सहयोगियों और स्थानीय समुदाय के सम्मान को नुकसान के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह अकेला ही एक शक्तिशाली अनुमोदन होता है जो ऐसी कार्रवाई करने को के लिए बाध्य करता है पेशे की छवि में योगदान कोड एक सकारात्मक रूप से प्रतिबद्ध पेशे के लोगों के लिए एक सकारात्मक छवि पेश करता है जब छवि को जमानत ढंग से जनता की सेवा करने में मदद मिलती है यह सरकारी विनियमन की मांग को कम करते हुए पेशे के लिए स्वतः विनियमन की शक्तियों में भी हो सकता है एक पेशे की प्रतिष्ठा जैसे एक पेशेवर की प्रतिष्ठा या एक सहयोग जनता के विश्वास को बनाए रखने में आवश्यक है अब हम कोड्स के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे जब कोड को पेशे के भीतर गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो वे एक तरह की विंडो ड्रेसिंग की राशि जैसी ही होती है जो अंततः बढ़ जाती है संभवतः इंजीनियरिंग कोड का सबसे खराब दुरुपयोग इंजीनियरों की ओर से ईमानदार नैतिक प्रयास को प्रतिबंधित करने के लिए होता है जो व्यवसायों की सार्वजनिक छवि को संरक्षित करने और यथास्थिति की रक्षा करने के लिए होता है एक चमकदार सार्वजनिक छवि बरकरार रखने के साथ व्यस्तता स्वस्थ संवाद और आलोचना भी जरूरी है अब हम चर्चा करेंगे कि नैतिक सापेक्षवाद द्वारा हम क्या समझते हैं क्या किसी पेशे की आचार संहिता उस दायित्व का निर्माण करती है जो पेशे के सदस्यों पर निर्भर है एक इंजीनियर का दायित्व पूरी तरह से उनकी आचार संहिता के सापेक्ष है या क्या कोड केवल उन दायित्वों को बताता है जो की हमें पहले से पता हैं इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि नैतिक सापेक्षवाद का एक क्षेत्र है और हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे एक बात यह भी है कि कोड उन दायित्वों को बताने की ही कोशिश करते हैं जो पहले से ही मौजूद हैं इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है जो पहले से ही अनुसरण तरीके से कोड का उपयोग नहीं किया जा सकता है इसके बजाय उन कारकों को रेखांकित किया जाना अधिक महत्वपूर्ण हैं लेखक के अनुसार कोड उन दायित्वों को पहचानते हैं जो पहले से ही मौजूद हैं और जिम्मेदार पेशेवरों की सामूहिक मान्यता है कि हमेशा इसका उपयोग जटिल समस्या को संदर्भित करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे मूल्यवान कारकों के रूप में माना जाने वाले दिशानिर्देशों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है हालांकि माइकल डेविस इससे असहमत है और वे नैतिकता के पेशेवर कोड पर कहीं अधिक जोर देते है उनके विचारों से कोड जनता की भलाई को बढ़ावा देने के लिए पेशे मे स्थापित होते हैं और वे नैतिक रूप से आधिकारिक भी हैं कोड ही दायित्वों को पैदा करता है और नैतिकता का कोड ऐसा है जो केवल अच्छी सलाह या आकांक्षा का बयान नहीं है यह आचरण का एक मानक है जो आम तौर पर किसी भी पेशे के अभ्यास में महसूस किया जाता है पेशे के प्रत्येक सदस्य पर तदनुसार कार्य करने के लिए एक नैतिक दायित्व भी लागू होता है इस लेखक के अनुसार कोड स्वयं में ही ओवरराइडिंग सिद्धांत का पालन करते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके कौन से नैतिक दायित्व हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए और यदि आप किसी विशेष पेशे के सदस्य के रूप में पहचाना जाना चाहते हैं और आपको उसके अनुसार कार्य करना है तो यह केवल एक संग्रह नहीं है यहाँ जो कुछ भी बाध्यता है वह विद्यमान है और इसे आप जब चाहें संदर्भित कर सकते हैं लेकिन जिन चीजों का पालन करना है उनमें से एक है कि अगर आप किसी विशेष पेशे के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके कोडों का पालन करना आपका नैतिक दायित्व है यहां हम चर्चा के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं ठोस दुविधाओं के साथ जूझने में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक विकल्प है क्योंकि अगर हम दुविधा की स्थिति का सामना कर रहे होते हैं तो क्या होगा आप यह बता सकते हैं क्योंकि यह इस कोड में है मैं इसे इस तरह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह कोड में नहीं है या इसे हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का हिस्सा भी महसूस करना चाहिए यहां तक कि भले ही यह इस कोड में लिखा हो या नहीं लिखा हो क्योंकि इसे हम अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां समझते हैं जो कि हमारी पिछली चर्चाओं में भी शामिल हैं कि एक कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के अलावा कार्यस्थल पर भी जिम्मेदारियां होती हैं हमें नैतिक मार्ग का अनुसरण करते हुए नैतिक दुविधाओं बचते कुछ ऐसे करने से बचना चाहिए जो अनैतिक हो तो आइए हम इस मामले को देंखे जो कि बेंजामिन लिंडर की पढ़ाई करने वाले एक अंडरग्रेजुएट थे और इंजीनियरिंग के मानवीय परिणामों में गहन रुचि रखते थे तथा उन्होने मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए अविकसित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की शुरूआत की 1983 में स्नातक होने के बाद वे निकारागुआ उत्तरी निकारागुआ के पहाड़ों में ग्रामीण क्षेत्र को बिजली प्रदान करने वाली परियोजना में शामिल हो गए जहां विद्युत शक्ति का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं था मेडिकल में रेफ्रिजरेशन के लिए और शाम की कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रीकल लाइट्स दोनों के लिए बिजली की आवश्यकता होती है बिजली की उपलब्धता एक छोटे से पनबिजली संयंत्र से संभव था लेकिन क्योंकि न ही मशीन की दुकानें थीं और न ही कुशल मैकेनिक संयंत्र का निर्माण संचालन और चालू रखना स्थानीय लोगों को सिखाकर संयंत्र निर्माण के काम को पूरा किया लिंडर ने स्थानीय लोगों को सिखाया कि कैसे कंक्रीट के साथ काम करना है और मई 1986 तक उपलब्ध साधनों का उपयोग कर संयंत्र को काम करने लायक बना लिया कई किसानों के पास कौशल था और वे संयंत्र चलाने और चालू बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी हो गए थे संयंत्र का उपयोग एक छोटी मशीन की दुकान को बिजली देने और रेफ्रिजरेटर के साथ एक चिकित्सा केंद्र को चालू करने के लिए किया गया था संयंत्र में एक आरा मशीन की दुकान के अलावा स्थानीय उपयोग के लिए सीमेंट ब्लॉक ईंट और छत की टाइल्स बनाने की सुविधाएं भी शामिल थीं 1980 के दशक के दौरान कॉन्ट्रा ग्रुप निकारागुआन सैंडिनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हो रहा था तथा सरकार को कमजोर करने के लिए बाहरी क्षेत्रों में किसानों शिक्षकों और चिकित्सा कर्मचारियों पर हमला करने की उनकी रणनीति थी कॉन्ट्रा ग्रुप विशेष रूप से उस क्षेत्र में सक्रिय थे जहां लिंडर को मानव जीवन को अच्छा बनाने में उनकी तकनीकी क्षमताओं के उपयोग व उनके साहसी और परोपकारी प्रयासों के लिए दिया गया इस तरह के मामलों से हम पाते है कि एक व्यक्ति किस तरह से पिछड़े क्षेत्रों में गया और वहाँ की जनता शिक्षित आत्मनिर्भर और ज्ञानवान बन सकें ताकि वे विभिन्न जिम्मेदारियों को उठा सकें और उन सुविधाओं का निर्माण कर सकें जिनकी उस क्षेत्र में कमी हो और जो उस क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सके तो यह कहानी एक इंजीनियर के बारे में है जिसने नैतिक विवेक के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया इससे पहले हमने एक मामले मे RCRA का 3 इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा चलाने के बारे में चर्चा की है यह मामला वास्तव में पहले के ठीक विपरीत है यहाँ हमने देखा कि एक इंजीनियर अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारी और नैतिकता का एहसास करता है और उस क्षेत्र में लोगों की स्थितियों को ऊपर उठाने की कोशिश करता है ताकि उनकी रहने की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और उस प्रक्रिया में उसके जीवन का बलिदान होता है और यह मामला जहां हम कार्ल गेप विलियम डे और रॉबर्ट लेंटेज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जिस मामले में तीन इंजीनियरों बात थी कि वे संरक्षण के उल्लंघन के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हो सकते तथा रिकवरी अधिनियम से भी सीधे सीधे कुछ नहीं किया जा सका लेकिन इसमें यह पाया गया कि चूंकि वे इंजीनियर थे इसलिए इसमें करके उनकी लापरवाही थी क्योंकि उन्हें पता था कि चीजों को संग्रहीत करने का तरीका क्या है चीजों को संग्रहीत करने का सही तरीका क्या है सुरक्षा प्रक्रिया क्या है खतरनाक सामग्री के भंडारण की प्रक्रियाओं प्रक्रियाएं क्या हो सकती है लेकिन वे अपने कर्तव्य को अंजाम देने में लापरवाही कर रहे थे जैसा कि हमने देखा था और हम पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं इसलिए हम इस पर फिर से चर्चा नहीं करेंगे हम वहां देखते हैं कि अपने बचाव में तीनों इंजीनियरों ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि नियोजित भंडारण ये विधि अवैध हैं और इसके अलावा उनके काम में विशिष्ट पर्यावरण नियमों की जिम्मेदारी भी शामिल नहीं है बस वे इस काम को कर रहे थे जिस तरह वे हमेशा पायलट संयंत्र में करते थे हालाँकि प्रत्येक प्रतिवादी को अवैध रूप से भंडारण और कचरे के निपटान के चार मामलों में आरोपित किया गया था उन पर 1989 में मुकदमा चला और उन्हें दोषी भी ठहराया गया विलियम डी के साथ तीनों को दोषी पाया गया इन उल्लंघनों मेँ ज्वलनशील और कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ खुले में रखना जहां यह दूसरे रसायनों के साथ मिश्रित होकर अधिक घातक हो सकते थे एक ही कमरे में जहरीले पदार्थों के ड्रमों को रखना तथा सभी रसायनों को गलत तरीके से रखा जाना आदि शामिल था जब छत का हिस्सा ढह कर कई रासायनिक ड्रमों को नष्ट कर देता है तो कोई भी सफाई नहीं करता है तथा जहरीले पदार्थ और टूटे हुए कंटेनर को हफ़्ते भर के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुकें हैं ये सभी बातें हमेशा एक लिखित कोड या लिखित विवरण द्वारा दिये जाते हैं लेकिन इसके साथ ही हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों का भी उपयोग करना चाहिए इसलिए भले ही उनका कार्य विवरण सही हो लेकिन उन्हें जिम्मेदार होना था लेकिन वे चीजों को बनाए रखने के लिए अपनी पेशेवर जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाने की लापरवाही कर रहे थे अब चूंकि वे पेशेवर हैं इसलिए वे बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रभारी हैं और जिस तरह से इन चीजों को संग्रहीत किया जाता है उससे पता चलता है कि सुरक्षा दांव पर है और इसके लिए वे ऐसे हैं जैसे उन्होंने अनैतिक चीजें की हैं और यह लापरवाही का एक कार्य है तो भारत की इंजीनियरिंग काउंसिल ने विभिन्न आचार संहिता को बताया है और एक प्रस्तावना में कहा गया है कि इंजीनियरिंग एक ऐसा पेशा है जो वैज्ञानिक ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग पेशेवर इंजीनियरों और उनके पेशे की खोज में इंजीनियरिंग संगठनों से परामर्श करने के लिए डालता है जो सभी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं समाज के लोग और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की गुणवत्ता इसलिए नैतिकता पेशे के मूल्यों के लिए मौलिक है तदनुसार पेशेवर इंजीनियरों और परामर्श इंजीनियरिंग संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सार्वजनिक ग्राहकों नियोक्ता कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ व्यवहार करते समय नैतिकता के निम्नलिखित कोड का पालन करना चाहिए अनुच्छेद 1 सार्वजनिक सुरक्षा की बात करने वाले समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी इंजीनियर को बड़े पैमाने पर और अपने पेशेवर कर्तव्यों के प्रदर्शन में सुरक्षा स्वास्थ्य और जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना चाहिए लोगों की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए उन्हें तुरंत उन सभी चिंताओं का खुलासा करना चाहिए जो सार्वजनिक सुरक्षा या पर्यावरण को खतरे में डाल सकती हैं सामाजिक व्यवस्था के इंजीनियरों का अनुपालन उस भूमि के नियमों का पालन करेगा जिसमें काम किया जाता है स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें मानवाधिकारों को बनाए रखें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें हिंसा को रोकें और आतंकवाद के कृत्यों को रोकें निष्पक्षता और निष्पक्षता इंजीनियर जाति जाति धर्म राज्य लिंग या राष्ट्रीय मूल जैसे कारकों की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करेंगे पर्यावरण संरक्षण और सुधार इंजीनियर स्वच्छ स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की रक्षा करने और बनाए रखने और सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करने का प्रयास करेंगे अनुच्छेद 2 पेशेवर गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन पेशेवर जिम्मेदारियों में तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल के निम्नलिखित विकास शामिल हैं इंजीनियर कला पेशेवर कौशल की स्थिति बनाए रखेंगे पेशेवर विकास जारी रखेंगे और कमांड के तहत काम करने वालों के पेशेवर विकास के लिए अवसर प्रदान करेंगे पेशेवर इंजीनियर केवल अपनी तकनीकी क्षमता के क्षेत्र के ही काम करेंगे और उस कार्य को उचित तरीकों के माध्यम पूरा करेंगे तथा उस कार्य की पूरी जिम्मेदारी भी लेंगे दस्तावेजों और उत्पादन प्रक्रियाओं का उचित तरीके से सत्यापन करेंगे इंजीनियर केवल उन्हीं डिजाइनों को अनुमोदित को काम की वास्तविक जांच किए बिना और बिना सोचे समझे मंजूरी नहीं देंगे अनुच्छेद 3 इंजीनियरों के पास जिम्मेदार तरीके का व्यवहार और उसका उच्च स्तर बनाए रखने का दायित्व होता है पेशे में ईमानदारी और अखंडता के अलावा साथ में काम करने वाले इंजीनियरों के साथ पेशेवर व्यवहारों में भी ईमानदारी का उच्च स्तर बनाए रखना होगा तथा वे निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से खुद का आचरण करेंगे प्रदान की गई सेवाओं के बदले मुआवजा और इससे जुड़ी अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना पेशेवर राय देना तकनीकी काम की ईमानदार आलोचना त्रुटियों को स्वीकार करना और दूसरों के योगदान के लिए उचित श्रेय देना भी एक के लिए जरूरी है जहां आवश्यकता हो वहाँ इंजीनियर उद्देश्यपूर्ण और सत्य तरीके से सार्वजनिक बयान जारी करेंगे नियोक्ता इंजीनियरों के साथ पेशेवर संबंध नियोक्ता ग्राहक और पेशेवर मामलों के न्यासी के रूप में ईमानदारी से कार्य करेंगे नियोक्ताओं के साथ सूचना संचार इंजीनियर अपने नियोक्ता और ग्राहक के व्यवसाय की प्रगति से जुड़े सभी मामलों को सूचित करेंगे जिसमें वित्तीय पहलू भी शामिल हैं जो दिये गए कार्य को प्रभावित कर सकते हैं पारस्परिक दायित्व और विश्वास इंजीनियर दुर्भावनापूर्ण रूप से या गलत तरीके से किसी अन्य इंजीनियर या संगठन की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को धूमिल और नियोक्ता या ग्राहक की गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे जब तक कि वे ऐसा करने के लिए अधिकृत न हों इंजीनियर को व्यक्तिगत टकराव के संदर्भ मे प्रभावित पक्षों के वास्तविक या कथित संघर्षों का खुलासा करना चाहिए लेकिन जहां संभव हो इन से बचना चाहिए इस विशेष सत्र में हमने चर्चा की देखा कि एक पेशा क्या है हमने पेशे की विशेषताओं को समझा है हम समझ चुके हैं कि इंजीनियरिंग एक पेशा क्यों है और अब हम समझ चुके हैं कि पेशे के रूप में इंजीनियरिंग अन्य व्यवसायों से कैसे अलग है हमने नैतिक दुविधा के दो अलग अलग प्रकारों को समझा है और इन नैतिक दुविधाओं का जवाब देने के लिए नैतिकता का कोड हमें कैसे मदद करता है हमने नैतिकता के आठ अलग अलग कोड और इंजीनियरों के लिए इसके उपयोग की चर्चा भी की है और हम नैतिकता के इन सभी कोडों की विस्तृत चर्चा का चुके हैं हमने इस बारे में बहस भी की है और चर्चा की है कि हमें हमेशा यह कहना चाहिए कि यह आचार संहिता में है या नहीं और कार्रवाई नैतिक या अनैतिक ज्यादातर अनैतिक कार्रवाई के लिए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम करना और आचार संहिता के तहत बताता भले ही वह स्पष्ट रूप से लिखा गया हो या पहले से ही अपेक्षित हो यह इंजीनियरों की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वे नैतिक दुविधा का जवाब देते हुए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पेशे की जिम्मेदारी का पालन करें और हमने इन मामलों में नैतिकता के कोड पर चर्चा की है जैसा कि इंजीनियरों के लिए आचार संहिता भारतीय प्रणाली में उल्लिखित है और जो बड़े पैमाने पर जनता के सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण को दर्शाता है और यही इंजीनियरों की प्रमुख चिंता और जिम्मेदारी भी है उन्हें हमेशा इसके प्रति केंद्रित होना चाहिए क्योंकि यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है जिसका आचार संहिता में भी उल्लेख किया गया है इसका पालन करना और दुविधा की स्थिति मे यह इंजीनियर की प्राथमिक पेशेवर जिम्मेदारी है यह वह है जिसका जवाब सबसे पहले जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर दिया जाना चाहिए और अपने पेशे के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करते रहना चाहिए धन्यवाद